हैलो दोस्तों आज की बातचीत में हम अनिवार्य रूप से संगीत के साथ काम करेंगे लेकिन हम ध्वनियों के साथ भी व्यवहार करेंगे अब तक हमने प्रस्तुतीकरण और प्रस्तुति कौशल के विभिन्न आयामों को कवर किया है विशेष रूप से प्रस्तुति कौशल के दृश्य आयाम को लेकिन अंतिम घटक की पहचान करना भी महत्वपूर्ण है जो बहुत परिलक्षित हो सकता है या नहीं लेकिन जो मुझे लगता है कि यह आपको वहां मदद करेगा जहाँ आप अपनी अनुपस्थिति में प्रस्तुतियाँ कर रहे हैं या जहाँ आप अपने सॉफ्ट स्किल्स को अन्य क्षेत्रों में ले जा रहे हैं जैसे कि किसी पार्टी में या एक उद्घाटन कार्यक्रम में कर रहे हैं या कोई अन्य विशेष कार्यक्रम हो सकता है मान लीजिए आप एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं जहाँ हल्का या नरम संगीत बज रहा है आप इसके बारे में अवगत हो या नहीं भी हो सकते हैं लेकिन यह एक निश्चित प्रकार का माहौल बनाता है या आप किसी होटल या रेस्तरां में चलते हैं और आपको वहां एक निश्चित प्रकार का संगीत बज रहा है यदि आप कुछ ब्रांडों में जाते हैं तो यह एक बहुत ही सामान्य अनुभव है जैसे की पिज़्ज़ा हट डोमोस या सबवे जैसे कुछ जहां कई बार आपको संगीत बजता मिलेगा इसलिए परिवेश के संदर्भ में संगीत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिस तरह से हम चीजों को समझते हैं उसमें ध्वनि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसलिए आज का ध्यान प्रस्तुतियों के संदर्भ में शुरू करने के लिए ध्वनि की आवश्यकता या ध्वनि की प्रासंगिकता के साथ शुरू होता है लेकिन बाद में हम संगीत को एक संचार चैनल के रूप में देखते हैं और इसे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे जाने के बाद आप में से कुछ ने महसूस किया है कि इसका दिलचस्प तरीके से फायदा उठाया जा सकता है जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो अद्वितीय होता है जो अलग होता है जैसा कि आपको सबक या वार्ता पूरा करने के दौरान सीखने को मिलेगा रचनात्मकता पर वार्ता को कवर करें विशिष्टता एक ऐसी चीज है जिसे पोषित किया जाता है जो जारी की जाती है जिसे समझा जाता है सराहना की जाती है और यह अन्य लोगों को प्रभावित करने में मदद करती है तो संगीत एक ऐसी चीज है जो आपको उस दिशा में भी मदद कर सकती है इसलिए आपको यह पृष्ठभूमि देते हुए मैं आपको जल्दी से एक अवलोकन दे दूंगा कि हम क्या देखने जा रहे हैं हम ऑडिटरी परसेप्शन को बहुत जल्दी से समझते हैं 'संगीत' यह प्रमुख तत्व हैं संगीत धारणा हमारे जीवन में शोर और संगीत का नियम मल्टीमीडिया में संगीत अनुभूति में संगीत भावना और चिकित्सा सामाजिक संदर्भों में संगीत और ध्वनियों का उपयोग और उसके साथ हम इस क्षेत्र के अपेक्षाकृत संक्षिप्त अन्वेषण को पूरा करेंगे ऑडिटरी परसेप्शन यदि आप इसमे शामिल तंत्र को देख रहे हैं कंपन का पता लगाने से ध्वनियों को सुनने की क्षमता आपके पास कान है जो एक तंत्रिका आवेग उत्पन्न करता है और यह मस्तिष्क के अस्थायी पक्ष में प्राथमिक श्रवण प्रांतस्था द्वारा संसाधित होता है ध्वनियां आम तौर पर हमें ध्वनि स्रोत के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं इसलिए तकनीकीता के बाद हमें यह समझने की जरूरत है कि हम आम तौर पर ध्वनि को कैसे देखते हैं हम आम तौर पर ध्वनि का पता कैसे लगाते हैं जब आप किसी चीज को सूंघते हैं तो आपको लगता है कि गंध एक स्रोत से जुड़ी है जब आप कुछ सुनते हैं तो आप आमतौर पर खुद से आवाज नहीं करने के बारे में सोच रहे होते हैं लेकिन आप आमतौर पर अपनी आँखें बंद कर रहे हैं और स्रोत की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि मैं एक टैपिंग ध्वनि उत्पन्न करता हूं और आप इसे तुरंत मेरे पेन से टेबल बजाने से जोड़ते हैं यदि आप कोई ऐसी ध्वनि सुनते हैं जिसे आप बहुत कम सुन पा रहे हैं तो आप तुरंत कोशिश करेंगे किस जगह से यह विशेष शोर आ रहा है और उसकी पहचान करेंगे स्रोत स्थान स्रोत की खोज करने की प्रवृत्ति हमारे द्वारा ध्वनि को समझने के तरीके का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है ध्वनि की धारणा के दो अन्य घटक भी हैं विशेषता और अस्थायीता यह अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्रदान करता है या सभी तरफ से ध्वनि आ सकती है आइए हम एक व्यापक क्षेत्र या एक विशिष्ट दिशा से आने वाली आवाज़ से आने वाले समुद्र की गर्जना को सुने आपके पास ध्वनि को छानने की प्रवृत्ति है आपको लग सकता है कि माताओं का एक समूह बातचीत कर रहा है और बच्चे खेल रहे हैं एक बच्चा रोने लगता है और एक माँ उठ जाती है इतने सारे बच्चों के बीच में चिल्लाने और रोने के कारण वह उस विशेष ध्वनि को पहचानने में सक्षम है और उस ध्वनि को पहचानने में सक्षम है जो उसके लिए प्रासंगिक है इसलिए फ़िल्टरिंग विसुअलपरसेप्शन के संदर्भ में हमने जिन विभिन्न चीजों के बारे में बात की थी वे यहां भी प्रासंगिक होंगी मैंने आपको बताई गई जगहों के बारे में जानकारी प्रदान की है और ध्वनियाँ और रंग भी बहुत बारीकी से जुड़े हैं न सिर्फ ध्वनियाँ और रंग जब हम संगीत के बारे में बात करते हैं तो संगीत में कई प्रकार के व्यापक संबंध होते हैं जो रंगों से संबंधित होते हैं जो छवियों से संबंधित होते हैं हम कहते हैं कि जिस क्षण मैं एक निश्चित चीज चलाऊँगा आप कहेंगे कि ठीक है यह भक्ति संगीत है वास्तव में हमने इस तरह के अध्ययन किए और पाया कि अधिकांश लोग जब भक्ति के साथ संगीत के प्रकार से जुड़े होते हैं तो प्रार्थनाओं के मंदिरों की छवि दीपों की पूजा या पूजा और अन्य कई चीजें होती हैं तो संगीत बहुत दृढ़ता से दृश्य छवि को भी विकसित करता है इसलिए यह एक और अलग पहलू है संगीत का एक और महत्वपूर्ण पहलू जो आपको विज्ञापनों के संदर्भ में विशिष्ट रूप से उपयोग किया जा रहा है क्योंकि विज्ञापनों में लोग बहुत ध्यान से उस तरह के पृष्ठभूमि स्कोर का चयन करते हैं जिनका उपयोग किया जा रहा है क्योंकि वे इसके लिए एक माहौल बनाते हैं मुझे एक उदाहरण देने दें बता दें कि आपके पास पूजा के लिए अगरबत्ती का एक उत्पाद है कहने के लिए एक विज्ञापन है कल्पना करें कि इसके पीछे नरम पियानो बज रहा है क्या यह आपको स्वीकार्य होगा या ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां आपके पास कोई उत्पाद हो जैसे कि इत्र और उसके पीछे बिस्मिल्लाह खान की शहनाई बज रही हो तो यह बहुत महत्वपूर्ण आयाम है अब अगर ये चीजें होती हैं तो आप अचानक महसूस करते हैं कि कुछ गलत हो गया है जब तक यह आपके साथ नहीं होता है आप इसे स्वीकार करते हैं इसलिए कुछ तथ्य यह है कि कुछ संगीत के अंश कुछ संगीत के दृष्टिकोण हैं कुछ चीजों के साथ संगत हैं जो कि हमने लिए हैं इस विशेष व्याख्यान के होने का कारण आपको इस तथ्य से अवगत कराना है कि इन सभी को बहुत सावधानी से रखा गया है जहां लोग जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और अगर आपको एक प्रस्तुति देनी है जो मल्टीमीडिया है जो संगीत का उपयोग करने जा रही है तो यह एक ऐसी चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है संगीत के कुछ पहलू हैं संगीत एक सांस्कृतिक गतिविधि है जो हमारी संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिस क्षण आप एक संगीत सुनते हैं चाहे वह भारतीय संगीत हो या पश्चिमी संगीत भारतीय संगीत के भीतर चाहे वह लोकप्रिय संगीत हो चाहे वह युवाओं के लिए हो चाहे वह पुरानी पीढ़ी के लिए है संगीत अलग अलग मौसमों से जुड़ा है दिन और रात के अलग अलग समय से जुड़ा है और आप पाते हैं कि अलग अलग त्योहारों में अलग अलग तरह के संगीत होते हैं मिसाल के तौर पर नए साल के दौरान कुछ खास तरह का संगीत बजाया जाता है अथवा दुर्गा पूजा के दौरान एक खास तरह का संगीत बजाया जाता है संगीत कुछ ऐसा है जो हमारे संदर्भ की संस्कृति के भीतर व्याप्त है और अधिकांश युवा संस्कृति संगीत सुनने के शौकीन हैं खुद के लिए नहीं बल्कि कुछ और करते हुए जैसे की ड्राइविंग आराम करने के लिए या पढ़ाई करते हुए ध्वनि और निश्चित रूप से मौन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं और ध्वनि और मौन एक ऐसी चीज है जो एक साथ मिलकर तय करते हैं कि किस चीज़ को संगीत कहा जा सकता है और किस चीज़ को शोर कहा जा सकता है यदि आपके पास लयबद्ध ध्वनि है यदि आपकी ध्वनि में कुछ विशेषताएं हैं तो इसके कुछ प्रकार के ठहराव हैं तो आप इसे संगीतमय होने के संदर्भ में सोच सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ घटक हैं कुछ विशेषताएं हैं जो एक निश्चित आवधिकता की तरह उभर रही हैं ऐसा कुछ है इसकी निश्चित आवधिकता है संगीत पारंपरिक रूप से बहुत प्रभावशाली पाया गया है अगर हम ऋषि विश्वामित्र का उदाहरण लेते हैं तो आप पाते हैं कि वह अपनी साधना अथवा ध्यान से विचलित नहीं हो सकते अब यह कैसे है कि स्वर्ग के अप्सराएँ उसे विचलित कर सकेंगी यदि उन्हें सफल होना है वे नृत्य कर सकते हैं लेकिन नृत्य एक ऐसी चीज है जो स्पष्ट रूप से श्रव्य नहीं है हालांकि आप नक्शेकदम को सुन सकते हैं और यह किसी की गहरी एकाग्रता को परेशान करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा इसे किसी और चीज़ के साथ तोड़ना पड़ता है जो बहुत अधिक आकर्षक है बहुत अधिक प्रेरक है बहुत अधिक शक्तिशाली संगीत है तो आपके पास अलौकिक संगीत देवों का संगीत देवताओं का संगीत है तो भले ही आप इस परंपरा को देख रहे हों आपके हाथ में संगीत लगता है कि एक स्रोत तात्विक ध्वनि है या ओम जो ध्वनि या ध्वनि को अनसुना कर देता है जो नाद की जड़ में अनसुना है जो कि हमारे भाषण के साथ साथ संगीत के साथ श्रव्य है इसलिए यदि आप दूसरी ओर पश्चिमी संदर्भ को देख रहे हैं तो संगीत एक ऐसी चीज है जिसमें विभिन्न नाटकीय गुण हैं संवादी गुण एक वाद्य यंत्र बजा रहा है दूसरा वाद्य यंत्र उस पर प्रतिक्रिया कर रहा है जो एक साथ बज रहे हैं जो कि पॉलीफोनी है यदि आप ओपेरा देख रहे हैं यदि आप विभिन्न प्रकार की सिम्फनी देख रहे हैं तो आप पाएंगे कि बहुत सारे संगीत मान लें कि वाद्ययंत्र एक साथ बज रहे हैं या वे आपस में बातचीत कर रहे हैं और ये अन्य आयाम हैं संगीत का जहाँ आप देखते हैं कि समाजीकरण की पूरी प्रक्रिया को इस विशेष प्रकार की रणनीति के माध्यम से समय की एक विशेष अवधि में दोनों के साथ साथ एकरूपता के साथ साथ समय के साथ साथ अनुक्रम के संदर्भ में विशिष्ट क्षणों में विसंगति के रूप में प्रस्तुत किया गया था जहाँ दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया करता है यदि हम भारतीय पारंपरिक संदर्भ को देख रहे हैं जो हमारे लिए स्पष्ट रूप से प्रासंगिक है तो हम आहट नाडा से अनाहत नाडा से शुरू करते हैं अनाहत नाडा वह है जो बेजोड़ है जो सभी ध्वनियों की जड़ है और उस ब्रह्मांडीय स्रोत से ध्वनि संगीत भाषण का सिद्धांत और दुनिया प्रकट होती है वास्तव में हम कहते हैं कि यह शब्द संगीत की दुनिया से उभरा है और आप देखते हैं कि भारतीय संदर्भ में एक सौंदर्य अनुभव के रूप में आप संगीत के साथ शुरू करते हैं और जैसे ही आप भारतीय शास्त्रीय संगीत में गहराई से जाते हैं आप अधिक चिंतनशील बन जाते हैं और आनंद की स्थिति में होते हैं इस बारे में बात करने का कारण यह है कि यह संगीत को भावनाओं की अवधारणा के साथ जोड़ता है और सौंदर्य भावना और संगीत से काफी जुड़ा हुआ है और लोगों के साथ साथ विभिन्न तरीकों से लोगों को मनाने के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में प्रासंगिकता है और आप देखते हैं कि जब आप इस बात का ज्ञान या अहसास करते हैं कि संगीत कैसे काम करता है तो आप इसका प्रभावी उपयोग करने में सक्षम हैं तो आप देखते हैं कि आप संगीत का अनुभव करते हैं और फिर आप जानते हैं कि वास्तव में यह अनुभव कैसे होता है तब आप संगीत का उपयोग अधिक सार्थक तरीके से कर सकते हैं इसलिए हम इनमें से कुछ चीजों के बारे में बहुत बुनियादी स्तर पर बात करेंगे हम आपके साथ सर्वेक्षण का एक सेट करेंगे जहाँ हम साझा करेंगे हम अभी जा रहे हैं आप उन सर्वेक्षणों को कर सकते हैं हम आपके साथ संगीत के कुछ पहलुओं को साझा कर रहे हैं और साथ में हम संगीत के बारे में कुछ अन्य बातें भी जानेंगे अब यदि आप संगीत के कुछ बुनियादी घटकों को देख रहे हैं उनमें से एक पिच और राग होगा यह उच्चता या नोटों की कमी नोटों की आवृत्ति है हम बहुत बार सा रे गा मा और उस जैसी चीजों के बारे में बात करते हैं मैं यह बजा के भी सुनाऊंगा जबहम टिम्बर के बारे में चर्चा करेंगे तो यह वह पहलू है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत विभिन्न पिचों के नोट्स का एक क्रम है एक संगठित तरीके से जहां रिश्तों के समूह हैं या दोहराव को एक माधुर्य माना जा सकता है ये अक्सर गणितीय या चित्रमय रूप से दर्शाए जाते हैं ये संगीत गीत संगीत के टुकड़ों की प्रमुख सामग्री के रूप में हुए हैं जब उन्हें कुछ निश्चित अवधि ठहराव और ताल के साथ जोड़ा जाता है तो हमारे पास संगीत की मूल परिभाषा है हम हारमनी के बारे में बात करते हैं हारमनी वह है जो कुछ सहनीय हो जो हम सुन सकते हैं हारमनी के सिद्धांत काफी जटिल हैं लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे हैं और एक सौंदर्य श्रेणी को दृश्यों के संदर्भ में समझा जा सकता है और साथ ही कुछ रंग संगत हैं जो कुछ निश्चित रंग नहीं हैं पिचों को उसी समय बजाया जाता है जिसे अक्सर कॉर्ड्स के रूप में जाना जाता है जैसे आपके पास कॉर्ड्स होते हैं तो प्रमुख कॉर्ड माइनर कॉर्ड जब आप गिटार बजाते हैं या तो हारमोनी बनाते हैं या तो एक साथ कई कॉर्ड्स बजाते हैं या कॉर्ड बनाने के लिए एक साथ कई नोट्स बजाते हैं या यदि कॉर्ड बजाया जाता है तो उन नोटों का क्रम उस विशेष क्रम में वे सद्भाव की भावना को भी जन्म देते हैं यह सामंजस्यपूर्ण राग प्रमुख कॉर्ड आम तौर पर सकारात्मक लग रहे हैं या हर्ष और खुशी की भावना व्यक्त करते हैं माइनर कॉर्ड बहुत बार दुख की भावना को व्यक्त करते हैं और यह कुछ ऐसा है जिसे लगभग सार्वभौमिक रूप से पहचाना गया है रिदम वह चीज है जिसके बारे में हमने बात की जब हम बराबर अंतराल के बारे में बात करते हैं जैसे कि तबला या ड्रम यह भी कुछ ऐसा है जो बहुत बार दृश्य में पाया जाता है अंत में मैं एक उदाहरण दूंगा कि ताल और संगीत और दृश्य कैसे जुड़े हैं कुछ शिष्टाचारों में वैकल्पिक रूप से ध्वनि और मौन की व्यवस्था यह उस विशेष उपकरण की चुप्पी के विरोध के रूप में विशेष उपकरण की ध्वनि है अच्छी तरह से अन्य उपकरणों अन्य आवाजें साथ चल रहे हैं एक म्यूजिकल पीस में यह लय हो सकता है जब नोट्स और नोटों के बीच अंतराल में उनकी लय हो सकती है और तबला के साथ ताल भी हो सकती है तो कोई गाना गा रहा है और कोई टेबल बजा रहा है गीत की अपनी लय है लेकिन तबले की आवधिक निश्चित लय है ध्वनियों की आवधिकता है टिंबर कुछ ऐसी है जहां मैं इस बारे में चर्चा करूंगा और आपको एक उदाहरण दूंगा कि मैं आपके साथ साझा कर पाऊंगा कि कैसे क्रम क्रमबद्ध रूप से नोटों को बजाया जाता है यह एक उपकरण की गुणवत्ता या आवाज है आइए बताते हैं कि किशोर कुमार क्यों इतने लोकप्रिय थे और क्यों xy और z दोनों बहुत लोकप्रिय नहीं थे दोनों ने नोटों को सही ढंग से बजाया क्योंकि आवाज में विशिष्ट गुणवत्ता है जिस क्षण आप उस आवाज को सुनते हैं जो आप जानते हैं कि यह किशोर कुमार की आवाज है या जिस क्षण आप आवाज सुनते हैं एक विशेष उपकरण जिसे आप जानते हैं कि कौन सा विशेष उपकरण बज रहा है इस तथ्य के बावजूद कि कहने दें दोनों उपकरण एक ही नोट पर चल रहे हैं जो वे अलग अलग ध्वनि करते हैं हम तकनीकीताओं में नहीं जाएंगे लेकिन हम केवल यह कहेंगे कि हालांकि केंद्रीय आवृत्ति समान है अन्य जुड़े हुए आवृत्तियों हैं जो विभिन्न उपकरणों के लिए अलग अलग हैं और यह विशिष्ट कंपन यौगिक को जन्म देता है जिसे हम आवाज के उस विशेष उपकरण की विशिष्ट गुणवत्ता के रूप में समझते हैं अब मैं अभी आपको जल्दी से टिंबर का एक उदाहरण दूंगा मैं अब यहाँ पर एक वाद्य यंत्र बजा रहा हूँ और आप यहाँ पर एक अन्य वाद्य यंत्र सुन सकते हैं अब वे नोट्स का एक ही सेट पर चल रहे हैं और यह भी हमें नोट्स के बारे में बताता है जैसे कि सा रे गा मा पा दे नि सा और आप पाते हैं कि यह वह जगह है जहां हम पिच के बारे में बात कर रहे थे कम आवृत्ति के नोट कम आवृत्ति और उच्च आवृत्ति के नोट तो आप यहाँ क्या पाते हैं कि ये अलग अलग चीजों को संप्रेषित करने का प्रबंधन करते हैं जिसमें पहला था संतूर और दूसरा था वायलिन इसलिए उनके बीच मतभेद हैं जो आसानी से बोधगम्य हैं आप उस संगीत धारणा को देखते हैं जिस तरह से हम समझते हैं कि संगीत संस्कृति और अर्थ पर निर्भर करता है हम उस विशेष संगीत को किस प्रकार सांस्कृतिक संदर्भ में जोड़ते हैं उदाहरण के लिए कहूं मुझे बहुत कठिनाई होती है जब आप देखते हैं कि पुराने फिल्मी गानों की धुनों पर बाजे बजाए जाते हैं क्योंकि कभी कभी पुराने भजन इन दिनों होते हैं कुछ लोग इसे रूपांतरित करते हैं या इसे बजाते हैं धुन या फिल्मी धुनों की धुन एक विशेष सांस्कृतिक संघ की वजह से विवाद होती है कि यह एक फिल्मी गाने की धुन है और इसका उपयोग भजन बजाने या भजन गाने के लिए किया जा रहा है संस्कृति यह संगीत धारणा से संबंधित है संस्कृति से संबंधित है यह संबंधित भावनाएं हैं जैसा कि मैंने आपको थोड़ा पहले बताया था क्योंकि वे सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं को संप्रेषित करने के लिए विशिष्ट रूप से प्रबंधित करते हैं और उनके पास है जाहिर है विशिष्ट संदर्भ हैं मैंने संदर्भ की व्याख्या तब की है जब मैंने विज्ञापन और संगीत के बारे में बात की थी और जब हम मल्टीमीडिया संदर्भ के बारे में बात करते हैं उदाहरण के लिए मैं आपको बता सकता हूं कि ऐसी आवाजें हो सकती हैं जो विचलित कर रही हैं वहाँ जो संगत कर सकते हैं लगता है यदि आप हमारे मोबाइल फोन का उदहारण लेते हैं तोह ऐसा क्यों है की हम उसकी रिंगटोन खुद चुनते हैं क्यों कि विशिष्ट प्रकार की रिंगटोन सुखदायक होती हैं जबकि कुछ अन्य रिंगटोन बहुत परेशान करते हैं इसलिए यह विकल्प और अनुमान लगाना कि कौन सा रिंगन टोन अधिकांश लोगों के लिए अपील करेगा यह कहना मुश्किल है उदाहरण के लिए इन कंपनियों को जब वे आपको रिंगटोन के पूर्व निर्धारित प्रदान करते हैं वास्तव में मैंने दर्शकों पर दर्शकों के विभिन्न समूहों के समूहों पर और मैंने पहचान लिया है कि ये सबसे लोकप्रिय हैं ये सबसे प्रभावी हैं इन लोगों की विस्तृत श्रृंखला और उनकी पसंद नापसंद और इसलिए ये सफल होंगे ध्वनि के साथ भी जुड़ा हुआ है मान लें कि संदेश प्राप्त करना संदेश भेजना और सभी चीजें तो यह कुछ प्रकार की सूचनाओं संबद्ध व्यवहार को ट्रिगर करता है एक विशेष ध्वनि संदेश या विशेष नोट यह संदेश देता है कि संदेश आ गया है एक विशेष नोट जो यह संदेश दे रहा है कि आगे और बहुत आगे बढ़ गया है तो ये संगीत धारणा के संदर्भ में प्रासंगिक हैं संगीत हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हम इसे आनंद के लिए सुनते हैं लेकिन मल्टीमीडिया प्रस्तुतियों और साथ ही विज्ञापन सहित विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक संदर्भों के संदर्भ में संगीत बहुत महत्त्वपूर्ण है अब अगर आप संगीत और मल्टीमीडिया रिंगटोन और अन्य जानकारी के बारे में बात कर रहे हैं तो मैंने आपको उदाहरण दिया है बातचीत ध्वनियों चीजों की गहनता और नाटकीयता में भूमिका का मान लीजिए कि हम एक फिल्म देख रहे हैं आप पाएंगे की ही एक्शन तेज़ होता है फिल्म की ड्रम बीट्स भी तेज़ हो जाती है नाटकीयता के लिए और मैं आपको एक उदाहरण थोड़ी देर बाद दूंगा कि कैसे संगीत कुछ व्यक्त करने का प्रबंधन करता है जो आमतौर पर बहुत शक्तिशाली रूप से व्यक्त नहीं किया जाएगा उदाहरण के लिए यहां मैं एडना सेंट विंसेंट मिले की एक कविता का उदाहरण लेता हूं यहाँ एक कविता का अंश है जिसे मैं आपको पढ़कर सुनाऊँगा और फिर मैं इसे आपके साथ साझा करूँगा आई साइड माइल्स आंड माइल्स अबोवे माय हेड सो हियर अपॉन माय बैक आई विल लाई एंड लुक माय फिल ईंटों थे स्काई एंड सो आई लुक्ड एंड आफ्टर आल द स्काई वास् नॉट सो वैरी टाल एंड स्काई आई साइड मस्ट समवेयर स्टॉप एंड शऊर एनॉफ आई सी द टॉप एंड स्काई आई थॉट इस नॉट सो ग्रैंड आई ऑलमोस्ट कुड टच इट विथ माय हैंड एंड रीचिंग उप माय हैंड टो ट्राई आई स्क्रीमेड टु फील ईट आई स्क्रीमेड एंड लो इंफिनिटी कैम डाउनएंड सेटल ओवर मी फोर्स्ड बैक माय स्क्रीम इंटो माय चेस्ट बेंट बैक माय आर्म अपॉन माय ब्रैस्ट एंड प्रेसिंग ऑफ़ थे अन्डेफिनेड थे डेफिनिशन ऑफ़ माय माइंड I said miles and miles above my head So here upon my back I will lie and look my fill into the sky and so I looked and after all the sky was not so very tall the sky I said must somewhere stop and sure enough I see the top the sky I thought is not so grand I almost could touch it with my hand and reaching up my hand to try I screamed to feel it touch the sky I screamed and low infinity came down and settled over me forced back my scream into my chest bent back my arm upon my breast and pressing of the undefined the definition of my mind मूल रूप से जो बताया गया है वह आकाश को देखने वाले व्यक्ति के अनुभव का है और इसे साधारण मानने का है और फिर अचानक उसका यह महसूस करना कि आकाश असाधारण है अब यह कुछ ऐसा है जो हमने जब कवर किया था जब हम पहले पाठ में एनिमेशन के बारे में बात कर रहे थेलेकिन जब संगीत उसके साथ होता है तो यह किस तरह का महत्वपूर्ण अंतर बनाता है यह कुछ ऐसा है जिसे हम अभी पहचानने का प्रयास करेंगे इसलिए मेरा मानना है कि इससे यह स्पष्ट होता है कि अनुभव कितना अलग है जब संगीत उससे जुड़ा होता है इससे पहले आपने पहचाना कि कैसे अनुभव बहुत विशिष्ट थे जब ग्रंथ एनिमेटेड हो जाते हैं लेकिन इसमें संगीत जोड़ें और अनुभव बिल्कुल अलग है इसलिए भावनाओं और चिकित्सा के संदर्भ में संगीत की बहुत भूमिका है ये कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में मैं आपके साथ जल्दी से साझा करूँगा संगीत की गति बहुत बार खुशी उत्साह एंगर देती जब यह तेज होती है और जब यह धीमी होती है तोह उदासी और शांति का संचार करती है हम बस इस के कुछ प्रदर्शनों को देखेंगे और आप देखेंगे कि हमने मेजर स्केल मेजर टोन मेजर कॉर्ड्स खुशी माइनर कॉर्ड्स उदासी लाउडनेस और इन्टेंस मेलोडी के बारे में बात की जहां कुछ को एक साथ पूरक किया जा रहा है एक साथ दो चीजें हो रहा है धड़कन के पैटर्न की नियमितता ताल है इसलिए इससे पहले कि हम कुछ अन्य चीजों पर आगे बढ़ें मैं आपके साथ कुछ क्लिप साझा करना चाहूंगा जो इन कुछ आँखों को स्पष्ट करती हैं लेकिन एक निश्चित क्लिप जिसपे हम काम कर रहे हैं जहां हमने पाया है कि अनुसंधान के संदर्भ में कुछ प्रासंगिकताएं हैं साथ ही साथ हम संचार के संदर्भ में और सॉफ्ट स्किल्स में क्या सीख रहे हैं अब मैं जो शुरू करूंगा वह पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का एक ट्रैक है जहां आप पाएंगे कि दो अलग अलग जगहों पर जिस तरह की भावना व्यक्त की गई है वह बदल जाएगी आप पाएंगे कि इस समय उदासी का तत्व है जहां काफी विशिष्ट हैं दूसरी तरफ हम विराम देते हैं और हम अंत की ओर बढ़ते हैं और आप पाते हैं कि संगीत का अर्थ बहुत अलग है हालांकि नोट समान हैं और टेम्पो की गति के कारण समान तरीके से चले जा रहे हैं तो आप देखते हैं कि टेम्पो चीजों के अर्थ को बदल देता है जैसा कि मैंने कहा था और आप पाते हैं कि संगीत दोनों खुश और साथ साथ दुखद भावनाओं को भी बताने में सक्षम है उदाहरण के लिए यदि आप इसे देख रहे हैं तो आप पाते हैं कि यह खुशी की भावनाओं का संचार करने में सक्षम है रोमांस की यही कि हमारे अध्ययनों ने पहचान की है जबकि नोट्स का एक ही सेट पूरी तरह से अलग कुछ संवाद करता है बिना ताल के बिना ध्वनिक आयाम के और जब किसी खास चीज के लिए निश्चित मात्रा में सुस्ती होती है तो खुश उदास अधिक खुश कम खुश रोमांटिक इतने पर और इसके बाद अर्थ बदलते रहते हैं इसलिए जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता था वह यह है कि ये उदाहरण जिन्हें मैं आपके साथ शीघ्रता से साझा करूंगा पिछले कुछ अंकों पर संगीत कुछ ऐसा है जो भारतीय संदर्भ में प्रमुखता से है हमने 1000 से अधिक लोगों के साथ एक सर्वेक्षण किया और हमने पाया कि यह शांति के साथ शांति या सौम्य प्रकार की उदासी की भावना का संचार कर रहा है इसके साथ साथ बहुत विशिष्ट चिकित्सीय निहितार्थ हो सकते हैं जैसा कि हमने चर्चा की उनके सांस्कृतिक प्रभाव भी हो सकते हैं और सामान्य तौर पर हम पाते हैं कि संगीत जो एक दूसरे का अनुसरण करता है वह कहता है कि अगर मैं खुश संगीत सुन रहा हूं और फिर मैं उदास संगीत सुनता हूं तो उदास संगीत बहुत अधिक उदास लगता है संगीत भी रंगों से जुड़ा हुआ है और यह एक ऐसी चीज है जिसे मैं आपके साथ जल्दी से साझा करूंगा आप पाते हैं कि एक अध्ययन में जहां हम चाहते थे कि लोग संगीत को दूसरे आयाम के साथ जोड़ दें जो कि दृश्य आयाम है हमने पाया कि ये विशेष क्लिप जुड़े हुए थे ये चित्र विशेष प्रकार की संगीत क्लिप से जुड़े थे रोमांटिक संगीत क्लिप के साथ जुड़े रहे थे इस छवि के बिना रोमांटिक लिखा जा रहा है उदास संगीत क्लिप इस के साथ जुड़े थे शांत और शांतिपूर्ण इस विशेष छवि के साथ जुड़े थे उसी तरह इन ग्राफिक अभ्यावेदन के माध्यम से गति का संचार किया गया था इसलिए लोगों ने भी इन्हें तदनुसार चुना और ताल की जटिलता और कुल संगीत को भी उसी के अनुसार दर्जा दिया गया अब यह जो हमें बताता है कि हम किसी स्तर पर दृश्य के साथ संगीत रंगों के साथ संगीत से संबंधित हैं और यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम उनके विपरीत होते हैं तो वे एक अलग तरह का अर्थ पैदा करते हैं जब हम उन्हें एक साथ करते हैं तो वे एक बिल्कुल अलग तरह का अर्थ पैदा करते हैं और इनमें कई दिलचस्प निहितार्थ हो सकते हैं जैसा कि हम उन्हें अपनी प्रस्तुति के संदर्भ में और विभिन्न महोलों पर लागू करने की कोशिश करते हैं जहां संगीत बढ़ सकता है धारणा अच्छे संचार का प्रभाव बढ़ सकता है और साथ ही लोगों को जोड़ तोड़ कर सकता है उदाहरण के लिए यह एक अध्ययन में पाया गया कि एक विशेष दुकान में जब उन्होंने एक विशेष प्रकार के संगीत का उपयोग करना शुरू किया तो वे विशेष रूप से खरीदारी में काफी वृद्धि हुई क्योंकि इस संगीत ने लोगों के समूह के लिए एक विशेष सांस्कृतिक मूल्य व्यक्त किया तो यह लोग इस विशेष दुकान के लिए आकर्षित हो गए और फिर वहां से खरीदना शुरू कर दिया मुझे आशा है कि यह सत्र दिलचस्प रहा है थोड़ा अलग थोड़ा अलग स्वभाव का तुरंत सॉफ्ट स्किल्स से जुड़ने वाला नहीं लेकिन मुझे इस बात का अहसास है कि आप इसका इस्तेमाल सार्थक तरीके से कर सकते हैं आपका बहुत धन्यवाद